ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के सामने आने वाली कुछ बड़ी चुनौतियों के बारे में देखा सॉफ्टवेयर समूहों के प्रबंधन में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं डिस्क्रीट सिस्टम और लचीलेपन आदि से उत्पन्न होने वाले मुद्दे तो अब हम धीरे धीरे इस जटिलता को प्रबंधित करने के तरीके को देखना शुरू करें इस मॉड्यूल और आने वाले कुछ मॉड्यूल में हम जटिलताको संभालने के तरीकों को देखेंगे तो पहले हम इस मॉड्यूल में क्या करते हैं हम विभिन्न प्रकार के जटिल सिस्टम पर एक नज़र डालते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि निहित संरचना क्या है निहित व्यवहार क्या है और उस प्रक्रिया के माध्यम से हम कुछ समानताएं निकालने की कोशिश करेंगे हम बाद के समय में प्रमाणित कर सकते हैं और फिर डिजाइन और जटिलता को संभालने के लिए एक रणनीति का पता लगा सकते हैं इसलिए यह वर्तमान मॉड्यूल विशेष रूप से कॉम्प्लेक्स सिस्टम की विशेषताओं को समझें जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि मॉड्यूल की रूपरेखा हर स्लाइड के बाईं ओर भी प्रस्तुत की जाती है तो पहली प्रणाली जिस पर हम नज़र डालते हैं वह है एक मानव निर्मित प्रणाली हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक पर्सनल कंप्यूटर को जानते हैं तो हम जानेंगे कि हमारे पास कुछ पर्सनल कंप्यूटर इनमें शामिल होगा प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क को लेकर जांचना आदि सीपीयू के बारे में देखेंगे अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट में देखें हम जानते हैं कि आमतौर पर रजिस्टरों को नेन्ड गेट का यह उच्चतम स्तर का अपघटन था अगर मैं इसे इस तरह से देखता हूं तो हमारे पास एक सीपीयू है अब अगर मैं ए एल यू लेता हूं तो मेरे पास उनमें गेट हैं आदि तो अगर हम इस पदानुक्रम पर जा रहे हैं आप पाएंगे कि पूरे सिस्टम के उच्च स्तर का एक हिस्सा है अब यह वही है जो हम एक पर्सनल कंप्यूटर का बहुत ही सामान्य बिल्डिंग ब्लॉक है यह मूल रूप से ये हैं गेट्स नेन्ड गेट के साथ बनाया गया है और दूसरी तरफ हमारे पास सीपीयू को हार्ड डिस्क आदि सेजोड़ती हैं तो जबकि एक तरफ पर्सनल कंप्यूटर की जटिलताएं होती हैं कुछ आदिम तत्व जिनके माध्यम से ये कंप्यूटर बनाए गए हैं अब इसके साथ पर्सनल कंप्यूटर के बारे में इस अवलोकन के साथ हम कुछ सामान्य गुण बनाने की कोशिश कर सकते हैं और हम धीरे धीरे उन गुणों का निर्माण करेंगे पहली बात तो यह है कि हम पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर का निरीक्षण करते हैं तो वह एब्स्ट्रेक्शन है अब मैं कहता हूं कि इसमें मॉनिटर के HDD के और कीबोर्ड आदि के कई अन्य स्तर शामिल हैं इसलिए जो अंकित करने की कोशिश कर रहा है अगर आप इस परत को देखते हैं तो मैं हर बात पर गौर करता हूं अगर मैं देखता हूं इस परत में फिर इस परत के ये विभिन्न घटक मिलकर उच्च परत का निर्माण करते हैं यदि आप यहां किसी विशिष्ट घटक को देखते हैं तो फिर से अन्य उपघटक द्वारा बनाया गया है तो प्रत्येक परत अन्य परत के ऊपर बनाई गई है सीपीयू का निर्माण करते हैं आदि लेकिन इसके बावजूद प्रमुख गुण यह है कि हर परत को स्वतंत्र रूप से समझाजा सकता है मैं सीपीयू है जिसके माध्यम से मैं डेटा को भेज सकता हूं और जब तक मैं चाहता हूं तब तक इसे रख सकता हूं लेकिन मुझे वास्तव में यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि मेमोरी को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो अलग अलग पोर्ट क्या हैं और उनका पता कैसेडिकोड होना चाहिए आदि मैं इससे चिंतित नहीं हूँ की वास्तव में ए एल यू में नंबर कैसे जोड़े जाते हैं सी पी यू आर ए एल यू में एक इंटरकनेक्शन है एक इंटरलिंकिंग है जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है इसके अलावा हम उप घटकों की यह स्वतंत्रता के अलावा कुछ और अवलोकन कर सकते हैं पदानुक्रम मैं कुछ सामान्य सेवाएं हैं और गुण जो परतों में साझा किए जाते हैं उदाहरण के लिए आप में से बहुत से लोग जिनके पास विद्युत विज्ञान की जानकारी है वे यह जानते होंगे अगर मेरे पास सीपीयू की जरूरत है सीपीयू में हम देखेंगे कि यह विशेष अवधारणा लागू होगी अवलोकन करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम वगैरह में केवल 2 नंबर जोड़ सकता है प्राइमरी मेमोरी जब आप कहते हैं कि व्यवहार संपूर्ण इसके भागों के योग से अधिक है सीपीयू और बस वगैरा के व्यवहार के योग से कहीं ज्यादा है एक साथ जब वे डाल दिए जाते हैं या एक साथ डालते हैं ठीक से इंटरलिंक किया गया तो वे पूरे सिस्टम होता है अंत में हम यह देखेंगे कि सिस्टम समानता का प्रदर्शन करते हैं यह सब अलग पदानुक्रम है तो सामान्यता जो पर्सनल कंप्यूटर को समझने में बहुत मदद करेगी और साथ ही तर्क भी लागू होंगे मोबाइल फोन एयर क्राफ्ट कंट्रोल वगैरह को समझने के लिए तो बहुत क्रॉस डोमेन के उदाहरण से बना रहे हैं अब अगली प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए चलें जो कि प्राकृतिक प्रणाली है और हम इसमें पौधों की संरचना देखते हैं मैं वनस्पति विज्ञानी नहीं हूं क्योंकि मुझे वनस्पति विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है लेकिन हम सभी इसे बहुतअच्छे से समझते हैं जो हमने स्कूल में अध्ययन किया था कि एक पौधे मैं मुख्य रूप से तीन भाग शामिल है जड़ें होती हैं जो जमीन में चली जाती हैं आमतौर पर तने और पत्ते होते हैं जड़ें मिट्टी से पोषण पानी खनिजों का निरीक्षण करती हैं स्टेम उनको जड़ से पत्तियों तक ले जाता है और पत्तियां पानी खनिज और सूर्य की किरणों का प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उपयोग करती हैं ताकि भोजन तैयार किया जा सके ये मूल बातें हैं इसलिए अगर मैं पौधे को देखता हूं एक प्रणाली के रूप में फिर ये अपनी कार्यक्षमता के साथ मुख्य 3 उपप्रणालियाँ हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर के मामले में हम विघटित करना शुरू कर सकते हैं और सबसिस्टम में देख सकते हैं जड़ें हैंजड़ों की शाखाएं हैं वे मिट्टी के माध्यम से शाखा करते हैं अंत में पाए जाते हैं जड़ के बाल बालों के अंत में एक जड़ शीर्ष और एक जड़ की टोपी इसलिए किसी भी जड़ को आमतौर पर चार अलग अलग सबसिस्टम आदि शामिल होंगे प्रतिनिधि विचार अगर हम यह सब तो विस्तार यह वास्तव में वनस्पति विज्ञान में एक निबंध बन जाएगा इसी तरह अगर हम पत्तियों को देखते हैं तो वे एपिडर्मिस को परिभाषित करने वाले सबसिस्टम से बनते हैं इसी तरह का अपघटन तना और मल्टीलेयर्स के लिए संभव है तो ये हम एक प्राकृतिक प्रणाली में खोजते हैं और फिर से अगर हम देखते हैं कि इसे कैसे लागू किया जाता है तो हम कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक कम हैं विभिन्न प्रकार की सेल्स का निर्माण बहुत कम है इसी तरह पौधों के रूप में ऐसी जटिल प्रणाली है जिसमें मौलिक रूप से बहुत कम बिल्डिंग ब्लॉक आदि अब मैं आपको उसी कैरक्टराइजेशन चार्ट के विभिन्न स्तर हैं उच्चतम स्तर पर पौधा है फिर आपके पास जड़ें हैं तना हैं पत्तियां जड़ों की शाखाएं हैं आदि तो प्रत्येक परत फिर से दूसरे के ऊपर बनाई गई है हम देख सकते हैं की कोशिकाएं जड़ों की शाखाओं को बनाती हैंजड़ों की शाखाएं जड़ों को बनाती है आदि आप शाखा जड़ों को देखते हैं इसमें कोशिकाओं का उपयोग करना होता है यह उस के ऊपर बनाया गया है यदि आप शाखा जड़ों को देखते हैं वे जड़ों का निर्माण करने में मदद करती है और स्वतंत्र रूपएक शब्द सिस्टम है जैसे की पत्ती वे स्वतंत्र रूप से अलग काम करते हैं जिस तरह से जड़ें कार्य करती हैं हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है और जब भी हम पत्ती का अध्ययन करते हैं तो हमें वास्तव में जड़ों के लिए पानी और खनिजों का निरीक्षण करने के लिए ऑस्मोसिस को समझने की आवश्यकता नहीं है फिर से एक साथ हम एक पत्ती उठा सकते हैं एक तना उठाओ हम एक पौधे को उखाड़ सकते हैं लेकिन जब आप उन्हें एक साथ डालते हैं तो सिस्टम समानता की एक महत्वपूर्ण राशि दिखाती है दाहरण के लिए प्लांट सिस्टम तो फिर भी कोशिकाएं ही है तो कोशिकाएं भिन्न होती हैं वे हैं वे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं पशु कोशिकाओं में कुछ गुण होते हैं पौधों की कोशिकाएं मैं विभिन्न गुण होती हैं लेकिन मौलिक हिस्सा यह है कि वे निर्विवाद रूप से ये कोशिकाएं हैं यह पौधों और जानवरों दोनों का परिणाम है इसलिए पूरे डोमेन में हम फिर से समानता पाते हैं जैसा कि हमने पर्सनल कंप्यूटर के मामले में देखा तो हम आगे बढ़ते हैं और एक तीसरा उदाहरण लेते हैं जो एक सामाजिक प्रशासनिक प्रणाली की तरह है और चूंकि हम सभी भारत में हैं और शिक्षा से संबंधित हैं और इसलिए मैं भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक उदाहरण लेता हूं इसलिए मैं भारत में शिक्षा प्रणाली को देखता हूं यदि आप इसे पूरी प्रणाली के रूप में लेते हैं और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं आप पाएंगे कि वे सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट CFTIs जैसे संस्थान के मामले में काफी विभाजित हैं फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन जैसे संगठन हैं जो उच्च शिक्षा को नियंत्रित करते हैं और स्कूली शिक्षा को नियंत्रित करने वाले CBSE ICSE इत्यादि हैं अब अगर तुम विशेष रूप से इस CFTI को देखो IIT एक CFTI की तरह है एक CFTI है आपको विभिन्न विभाग पुस्तकालय स्टेडियम सभागार इत्यादि मिल जाएंगे हर विभाग मैं छात्र शिक्षक कर्मचारि होंगे इसी तरह यदि आप यूजीसी के पास जाते हैं और विघटित करना शुरू करते हैं तो आपको विश्वविद्यालय मिल जाएंगे विश्वविद्यालयों में कॉलेज होंगे कॉलेजों में विभाग होंगे विभागों में छात्र होंगे आदि सीबीएसई के पास है स्कूल स्कूलों में छात्र हैं खेल के मैदान हैं आदि तो फिर से हम सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में देखते हैं हम फिर से एक तरफ देखते हैं हम वास्तव में एक जटिल प्रणाली को देखते हैं लेकिन यह फिर से उसी तरह का पदानुक्रम दिखाता है उसी तरह का मौजूदा सिस्टम सबसिस्टम अपघटन जो मौजूद है बिल्डिंग ब्लॉक बहुत हैं शिक्षा प्रणाली में कुछ बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिनमें से एक ज्ञान वितरण है कि लोगों को कैसे पढ़ाया जाता है एक परीक्षा है कि ज्ञान का अधिग्रहण कैसे किया गया उसकी जाँच की जाति है और कैसे लोग इस संस्थान में शामिल हुए और कैसे वे स्नातक हुए और इस संस्थान से बाहर चले गए यदि आप इस सभी संस्थानों और शैक्षिक प्रणाली को देखें तो हम पाएंगे कि यह इस विशिष्ट बिल्डिंग ब्लॉक को परिभाषित करने पर आधारित है जिस मैं प्रणालियों के निर्माण के संदर्भ में आप अलग अलग स्थितियों परिवर्तनों को जोड़ते हैं तो जटिल प्रणालियों के हमारे चरित्रांकन पर वापस आ जाएंगे यह वही स्लाइड जिसमें हम शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में व्याख्या कर रहे हैं तो फिर से एब्स्ट्रेक्शन आदि हैं उदाहरण के लिए यदि हम इस बात पर गौर करते हैं कि विभाग कॉलेजों का निर्माण करते हैं कॉलेज विश्वविद्यालयों का निर्माण करते हैं इसलिए यदि आप कॉलेजों को देखते हैं तो यह विभागों की परत के संदर्भ में बनाया गया है और कॉलेज विश्वविद्यालय की परत के निर्माण में जुटे हैं तो इसी तरह की संरचना जो हमने एक पर्सनल कंप्यूटर के लिए देखी थी वह हम यहां देखते हैं हम इस प्रणाली देखते हैं कि इस प्रणाली को कई स्वतंत्र रूप से समझा जा सकता है विभाग और पुस्तकालय को एक साथ कार्य करना होता है लेकिन एक विभाग कैसे कार्य करता है और यह अपनी कक्षाओं और परीक्षाओं का संचालन करता है और यह सब एक पुस्तकालय प्रणाली द्वारा समझा जाना आवश्यक नहीं है जिसमें पुस्तकों की आवश्यकता है पुस्तकों के वितरण का मुद्दा है आदि इसलिए वे संपूर्ण सेवाओं का आनंद लेते हैं जैसे संस्थानों के बीच nkn उपलब्ध है कई विभाग हैं लेकिन उनके पास एक ही समान हैं वे एक ही टेलीफोन का उपयोग करते हैं और उन्हें एमअर्जेंट बिहेवियर प्रदर्शन करना चाहिए जब हम पुस्तकालय को अलग से विभाग को अलग से या खेल के मैदान को अलग से देखते हैं हमारे पास कुछ अलग अलग कार्यात्मकताएं हैं लेकिन जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो हमारे पास एक कॉलेज जिसकी कार्यक्षमता इनसे बड़ी है जब आप एक विश्वविद्यालय के तहत 100 कॉलेज एक साथ रखते हैं हमारे पास एक पारंपरिक व्यवहार है और निश्चित रूप से क्रॉस डोमेन कार्यक्षमता के संदर्भ में भी हम पाते हैं कि शिक्षा प्रणाली में आयोजित विभिन्न प्रथाओं विभिन्न गुणों का सभी को आनंद मिलता है उदाहरण के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी नीति सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों यानी पी एस यू में शिक्षक और कर्मचारी की छुट्टी नीति के समान होगी इसलिए संक्षेप में हम इन उदाहरणों से निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि यहां इन तमाम तरह की व्यवस्थाओं में पूरी समानता है चाहे वे मानव निर्मित हों या प्राकृतिक हों वे सामाजिक या अन्य प्रकार के हो तो बस हमने देखा उसे फिर से याद करें कि हर सिस्टम होते हैं और बस सब कुछ एक साथ रखकर की कॉम्प्लेक्स सिस्टम आमतौर पर इन गुणों को दिखाती है तो ये आपके आसान संदर्भ के लिए सभी तात्कालिकता का संग्रह हैं और मेरे पास कुछ अतिरिक्त भी यहां शामिल हैं लेकिन मैं व्यवस्थित करके आपको दिखाऊंगा विभिन्न कॉम्प्लेक्स सिस्टम के स्तर की कई परतें हैं और यह सभी स्तर अंतर्संबंध हैं हर स्तर उच्च स्तर का समर्थन करता है और निचले स्तर द्वारा समर्थित होता है प्रत्येक स्तर को समझा जा सकता है एक स्तर के अलग अलग घटकों की अलग अलग चिंताएं हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है हर स्तर को एक साथ रखने पर अगले स्तर के लिए एक बड़ी कार्यक्षमता का निर्माण होता है इन प्रणालियों के संदर्भ में बहुत सारी क्रॉस डोमेन समानताएं भी है इसलिए हमने इस मुद्दे की शुरुआत की कि हम कैसे हैं वास्तव में जटिलता को कैसे संभाला जा सकता है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम वास्तव में जटिल हैं लेकिन वे बहुत सामान्य गुण प्रदर्शित हैं इसलिए अगर हम रणनीति बनाते हैं अगर हम इन गुणों के आधार पर आगे के विश्लेषण करते हैं इन विशेषताओं के बाद हमें उम्मीद है कि हम एक नईकॉम्प्लेक्स सिस्टम का अधिक विश्लेषण प्रभावी रूप से कर पाएंगे इसलिए इस इरादे से हम इन सभी टिप्पणियों को जोड़कर आगे बढ़ते हैं और इसे आम तौर पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम पदानुक्रमित संरचना होगी और यह पदानुक्रम परिभाषित आदिम में समाप्त हो जाएगा अब क्या एक आदिम है और क्या एक आदिम नहीं है एक व्यक्तिपरक निर्णय की तरह है डोमेन के बीच समानताएं हैं इसलिए डोमेन में सामान्य पैटर्न हैं और इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम का संपूर्ण विकास पुनरावृत्तीय शोधन प्रक्रिया के माध्यम से होना है इसलिए हर स्तर पर हमें कुछ मध्यवर्ती रूपों की आवश्यकता होती है तो बस जल्दी से एक पदानुक्रमित प्रणाली का वर्णन करने के लिए हम इस मॉड्यूल की शुरुआत इस प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो वे अंतःसंबंधित सब सिस्टम आदि और उनके पास सबसे नीचे प्राथमिक घटक है अब आप यह सवाल कर सकते हैं कि क्या यह आवश्यक है कि सभी कांपलेक्स सिस्टम प्रकृति में पदानुक्रमिक होते हैं और ये व्यवहार दिखाते हैं वास्तविकता यह है कि हम जिन कांपलेक्स सब सिस्टम का अध्ययन कर सकते हैं और आप जानते हैं कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में सोचने का प्रयास करें जहां यह पदानुक्रम मौजूद है तो यह हमारी बुनियादी धारणा की तरह है पदानुक्रम आधार रेखा की तरह है यह कांपलेक्स सिस्टम के मूलभूत भाग की तरह है जिससे शेष 4 विशेषताओं का निर्माण किया गया है